अब हम एक आवेदन की आवश्यकताओं को देखेंगे सबसे पहले पेटेंट आवेदन को एक अंतिम या पूर्ण होना चाहिए और हमने एक अंतिम और पूर्ण के बीच के अंतर का उल्लेख किया था यदि आप पहले अंतिम दाखिल करने के विकल्प का पालन करते हैं तो 12 महीनों की अवधि के भीतर आपको एक पूर्ण विनिर्देश दाखिल करके इसका पालन करना होगा तो अंतिम विनिर्देश की है यदि आपके आविष्कार को ड्राइंग के माध्यम से वर्णित किया जा सकता है तो आपको चित्र बनाने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए अधिकांश यांत्रिक आविष्कारों यांत्रिक और गतिमान भागों को शामिल करने वाले आविष्कारों को चित्र बनाने की आवश्यकता हो सकती है यहां तक कि अगर आप चित्र नहीं दर्ज करते हैं तो पेटेंट नियंत्रक चित्र के लिए पूछ सकता है जब पेटेंट अधिकारी आपके पेटेंट आवेदन पर आगे काम रहा है तीसरी बात जो आपको आवेदन करते समय पेटेंट कार्यालय को प्रदान करने की आवश्यकता हैवह विदेश फाइलिंग के संबंध में विवरण है यदि आपने भारत में एक आवेदन दायर किया था और दुनिया भर में विदेशी अनुप्रयोगों के साथ इसका पालन किया था तो आपको उन अनुप्रयोगों के कब्जे के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय को सूचित करना होगा अब पेटेंट कार्यालय यह जानना चाहेगा कि अन्य पेटेंट अधिकारी एक ही आवेदन के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं तो फॉर्म 3 के तहत उपक्रम करने का एक बयान है जिसे एक आवेदक को दर्ज करना होगा चौथी बात आवेदक को इस आवेदन के साथ फाइल करनी होगीवह प्राथमिकता दस्तावेज है कुछ मामलों में एक प्राथमिकता दस्तावेज हो सकता है जो एक विदेशी पेटेंट कार्यालय में दायर एक दस्तावेज है अब जब आप कन्वेंशन एप्लिकेशन रूट रूट का पालन करते हैं तो आप एक प्राथमिकता दस्तावेज़ दर्ज करते हैं प्राथमिकता दस्तावेज के आधार पर आपको प्राथमिकता मिलती है और फिर आप विभिन्न देशों में प्रवेश करते हैं इसलिए जो भी प्राथमिकता वाला दस्तावेज़ आपने एक कन्वेंशन एप्लिकेशन के मामले में इस्तेमाल किया है उसकी प्रतियां भारतीय पेटेंट कार्यालय को प्रदान की जानी हैं फिर आविष्कारक के संबंध में एक घोषणा होनी चाहिए जैसे कि आविष्कारक का नाम राष्ट्रीयता और आविष्कारक का पता क्या है I फिर पावर ऑफ अटॉर्नी या Form 26 file करनी होती है पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह आपकी ओर से डील करने के लिए पेटेंट एजेंट को अधिकृत करना है फिर आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा और अधिकार का प्रमाण आवेदन करने का अधिकार देना होगा यह पहले यह आवेदन दाखिल करने के साथ किया जाता था अब उस प्रावधान को हटा दिया गया है आपको आवेदन करने के बाद भी सही का प्रमाण दाखिल करने का समय दिया जाता है आपके द्वारा आवेदन करने के बाद भी अधिकार का प्रमाण दायर किया जा सकता है सही होने का प्रमाण पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं जब कोई आविष्कारक किसी अन्य व्यक्ति को अपना आविष्कार assign करता है तो नियोक्ता या कंपनी जहां वह काम करता है तब कंपनी जब वह पेटेंट आवेदन में फाइल करती है तो उसे सही का प्रमाण दिखाना होगा आवेदक ने आविष्कार कैसे दिया इसे दस्तावेजों के साथ प्रदर्शित किया जाना है